कंप्यूटर एडेड डिजाइन और विनिर्माण पर व्याख्यान में आपका स्वागत है हम इस व्याख्यान में कैड की ओर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं पिछले व्याख्यान में हमने कैड में सामान्य सरल 2 डी प्रतिनिधित्व की ओर अधिक देखा और फिर हमने थोड़ा विस्तार किया कि 2 डी से 3 डी तक कैसे होना है उस मामले में हमने अनुवाद और स्वीपिंग दो तंत्र या दो एल्गोरिदम के बारे में बात करना शुरू कर दिया है जो कि 2 डी में निर्मित हैं जैसे कि आप 3 डी संरचना बना सकते हैं हमने एक साधारण पैरामीट्रिक फॉर्म भी देखा जिसमें आप 2 डी संरचना बनाते हैं और फिर आप इसे स्वीप करते हैं उदाहरण के लिए यदि आप अपने प्लमर ब्लॉक के बारे में सोच सकते हैं तो उन लोगों को जो प्लमर ब्लॉक के बारे में नहीं जानते हैं योजनाबद्ध आरेख कुछ इस तरह दिखता है तो आप एक असर डालते हैं इसलिए यहां यदि आप 2 डी संरचना तैयार करते हैं और यदि आप सिर्फ इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि यह जेड दिशा के साथ होने वाला है तो Z दिशा में यह एक जो भी आप खींचते हैं 2 डी संरचना से हमें 3 डी ऑब्जेक्ट मिलता है इसलिए ऐसी सरल चीजों पर हम चर्चा कर रहे थे लेकिन जीवन उतना आसान या सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं हमें अब 3 डी संरचनाओं में जाना है 3 डी में भी हमारे पास मुफ्त फॉर्म होगा जो समय की आवश्यकता है क्योंकि आज हम बहुउद्देशीय या बहु अनुप्रयोग या कई कार्यात्मक कार्य करने वाले घटकों को देख रहे हैं जो उत्पादों में उपयोग किए जाते हैं इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम इस व्याख्यान के माध्यम से आगे बढ़ेंगे इसलिए इस व्याख्यान में हम कॉन्स सतहों को देखने की कोशिश करेंगे फिर बेजियर वक्र बी स्प्लिन कौनट्न आधारित मॉडलिंग की ओर बढ़ेंगे फिर हम वायरफ्रेम मॉडलिंग फिर विभिन्न प्रकार के ठोस मॉडल फिर 3 डी के रूप में रचनात्मक ठोस ज्यामिति देखेंगे तब पहचान और डिजाइनिंग की सुविधा है जिसमें हम फीचर आधारित डिजाइन और फीचर इंटरैक्शन देखने की कोशिश करेंगे फ्री फॉर्म सर्फेसेज इसलिए जब हम फ्री फॉर्म सर्फेसेज के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले कॉन्स सतहों की बात आती है इसलिए Coons सतहें अपेक्षाकृत सरल हैं अगला चरण जो हमने 2 D का अध्ययन किया है और उसके बाद हमने अनुवाद रोटेशन देखा और अगला चरण 3 D की ओर बढ़ते हुए मुक्त रूप के साथ होने वाला है और फिर 2 D भी फ्री फॉर्म सर्फेसेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए हम देखेंगे कि वक्र और अन्य चीजों को कैसे आकर्षित किया जाए तो Coons सतह मूल रूप से एक साधारण सतह है जिसका प्रतिनिधित्व किया जा सकता है जिसे सरल सूत्र के माध्यम से वर्णित किया जा सकता है तो वास्तव में आपके पास कई सतहें होंगी जिन्हें इन सतहों को खींचना होगा तो हम क्या करते हैं हम सतह को छोटे में विभाजित करने का प्रयास करते हैं पैच और जो परिभाषित किया गया है घटता के एक नेटवर्क द्वारा हमें जो मिलता है वह एक Coons सतह है उदाहरण के लिए इसलिए यह पी हो सकता है1 यह P हो सकता है00 यह P हो सकता है10 यह P हो सकता है1 1और आप कार्यों को परिभाषित कर सकते हैं और आप उन दिशाओं को भी परिभाषित कर सकते हैं जिनके साथ वक्र को स्थानांतरित करना है उदाहरण के लिए यहां आप इसे P के रूप में रख सकते हैंयू 0 पीयू वी और फिर आपके पास पी होगायू 1 तो आपने देखा है अब आपने इस वक्र भागों को कई छोटे बिंदुओं में बदल दिया है और फिर आप उन बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास कर रहे हैं तो यह यहाँ एक Coons सतह है इसलिए आम तौर पर कॉन्स सतह में पूरे पैच को भरने या प्रक्षेप द्वारा पैरामीरिड किया जाता है हम उन सीमाओं को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और फिर हम हल करने की कोशिश करते हैं इसके बाद हम बेज़ियर कर्व्स उन वक्रों को देखेंगे जिन्हें हमने पहले देखा था कुछ तकनीकी समस्याएं भी थीं तो जहां आप कुछ बिंदुओं को परिभाषित करते हैं और आप पूर्ण पैच को परिभाषित करते हैं तो आपको बस इतना करना है कि आप इसे कहाँ संलग्न करना चाहते हैं या इसे एक फ़्री फॉर्म सतह तक ठीक करना चाहते हैं पूरे पैच को पहले ही परिभाषित किया जा चुका है ताकि पैच आ जाए आप इसे ठीक कर लें और फिर आपको स्मूथिंग मिलनी शुरू हो जाएगी वक्र इसलिए जब हम पैच में भी देखते हैं तो हमारी सीमाएं थीं कि हम उन पैच को नियंत्रित और बदलने में सक्षम नहीं थे तो फिर बेजियर कर्व में जाने की आवश्यकता हुई जहां तक बेज़ियर कर्व की बात है अगर हम एक कर्व बनाना चाहते थे जिसमें हम शुरुआती बिंदु जानते हों तो एंडिंग पॉइंट हम कुछ और नियंत्रण बिंदुओं को परिभाषित करते हैं और कर्व को खींचने की कोशिश करते हैं जो उन नियंत्रण बिंदुओं के करीब है तो वे विकल्प इस बेज़ियर वक्र द्वारा दिए गए हैं इसलिए वर्तमान में हम 2 डी की चर्चा कर रहे हैं हमारे पास 3 डी के लिए भी एक समान है तो बेजियर वक्र एक वक्र के अलावा कुछ भी नहीं है जिसका उपयोग 2 डी ग्राफिकल अनुप्रयोगों में किया जाता है वक्र को 4 बिंदुओं द्वारा परिभाषित किया गया है वे प्रारंभ बिंदु अंतिम बिंदु और दो अलग अलग मध्य बिंदु हैं तीसरी बात यह है कि बेज़ियर वक्र के आकार को नियंत्रण बिंदुओं को स्थानांतरित करके बदला जा सकता है तो बेज़ियर वक्र उत्पन्न वक्र को सन्निकट करने के लिए नियंत्रण बिंदु के रूप में एक कोने का उपयोग करता है वक्र को पहले और अंतिम बिंदु से गुजरना चाहिए यह अनिवार्य है अन्य सभी बिंदुओं पर नियंत्रण बिंदु के रूप में कार्य करना है तो आपको इसके माध्यम से नहीं गुजरना है लेकिन ये नियंत्रण बिंदु वक्र को उन नियंत्रण बिंदुओं के करीब जाना है अब आप संबंधित नियंत्रण बहुभुज के आधार पर बेज़ियर वक्र के विभिन्न उदाहरण देखते हैं तो आपके पास एक प्रारंभिक बिंदु था आपके पास एक अंतिम बिंदु था तो आपके पास दो बिंदु थे जिन्हें हमने परिभाषित किया है और फिर वक्र पथ इस पथ के साथ तो मान लीजिए कि मैं पी 0 पी 3 को परिभाषित करता हूं लेकिन पी 1 और पी 2 के स्थान को बदल देता हूं तो मुझे इस आकार का एक बेजियर वक्र मिलता है मैंने नियंत्रण बिंदु बदल दिए हैं लेकिन प्रारंभ बिंदु और अंत बिंदु लगभग समान हैं अगला एक है मैंने उसी शुरुआती बिंदु और समाप्ति बिंदु का उपयोग किया है लेकिन फिर भी पी 1 को इस तरफ ले जाया गया और पी 2 यहां कहीं भी तो आपको एक पूरी तरह से अलग कर्व प्रोफ़ाइल आती है जैसा कि अनुप्रयोग बिंदु देखने का संबंध है नियंत्रण बिंदु वक्र प्रोफ़ाइल तय करता है तो नियंत्रण बिंदुओं को मोड़कर बेज़ियर वक्र का एक संशोधन है आप वक्र को बदल सकते हैं और यहाँ क्या होता है आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ से थोड़ा यहाँ तक एक नियंत्रण बिंदु स्थानांतरित कर दिया है तो वक्र के इस हिस्से को घुमाया जाता है लेकिन यह न केवल यह छोटा पैच है बल्कि उन पैच के अनुरूप अन्य सभी बिंदुओं को भी स्थानांतरित किया जाता है तो यह एक प्रारंभिक बिंदु होगा और इसमें एक समाप्ति बिंदु होगा इसलिए नियंत्रण बिंदुओं को मोड़कर बेज़ियर वक्र के संशोधन से आप पूर्ण वक्र को मोड़ने का प्रयास कर सकते हैं अगली उन्नति मैं इसे जितना संभव हो उतना करीब से नियंत्रित करना चाहता था इसलिए बेज़ियर में कौन सी सीमा थी बी स्पलाइन का उपयोग करके हटा दिया गया था बेज़ियर वक्र के मामले में यह एक एकल वक्र है जिसे सभी नियंत्रण बिंदुओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है नियंत्रण बिंदुओं की संख्या में वृद्धि के साथ वक्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुपद का क्रम बढ़ता है इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके पास अधिक नियंत्रण हो इसलिए आपके पास क्या है आपको नियंत्रण बिंदुओं की संख्या में वृद्धि करनी होगी बी स्पलाइन डिजाइनर द्वारा चयनित बहुपद की डिग्री के साथ किसी भी संख्या में नियंत्रण बिंदुओं के माध्यम से एक एकल टुकड़ा दाता पैरामीट्रिक बहुपद वक्र उत्पन्न करता है तो आप इसे देखें यह एक बी स्पाइन वक्र है तो आप यहां देखते हैं यह अब कई छोटे पैच में विभाजित है तो ये नियंत्रण बिंदु हैं ये नियंत्रण बहुभुज हैं इसलिए बेज़ियर में जो चीज गायब थी वह बी स्पलाइन के साथ आसानी से बाहर आ सकती थी इस पाठ्यक्रम के लिए यह सब क्यों महत्वपूर्ण है जब आप डिजिटल विनिर्माण में कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको आकर्षित करना चाहिए जब आप आकर्षित करने वाले होते हैं तो आपके पास सरल ज्यामितीय फ्री फॉर्म सर्फेसेज हो सकते हैं फ्री फॉर्म सर्फेसेज में प्रमुख चीज वक्र होने वाली है तो वक्र में अगर मैं आपको बिना किसी बाधा के अपनी खुद की आवश्यकता के लिए वक्र को मोड़ने की स्वतंत्रता देता हूं तो वह वह है जो डिजाइनर के लिए एक बड़ा फायदा होगा इसकी आवश्यकता क्यों है क्योंकि जब आप बड़े पैमाने पर कस्टमाइज़ेशन पॉइंट की तलाश कर रहे होते हैं तो आपको डिज़ाइन के संदर्भ में ग्राहक की आवश्यकता को समझना चाहिए और डिज़ाइन में ऐसे बदलाव करने चाहिए कि यह ग्राहक की ज़रूरत के अनुरूप हो सके उदाहरण के लिए आपके पास एक मानक जूता हो सकता है और उस मानक जूते में आपके पास मॉड्यूल हो सकते हैं जो जूते में इस तरह जोड़े जाते हैं कि यह ग्राहक को सूट कर सके वर्तमान में आप बहुत से ऐसे लोग देख सकते हैं जिनके पैर में या पैर के मूवमेंट में समस्या है उनके लिए हम जो करते हैं वर्तमान में हम कस्टमाइज़्ड शूज़ बनाते हैं लेकिन ये कस्टमाइज्ड शूज भी वास्तव में कस्टमर की जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज नहीं किए जाते हैं तो वे उन लोगों के लिए क्या करते हैं या तो अगर वहाँ एक ऊंचाई भिन्नता मॉड्यूल जोड़ रहे हैं इन मॉड्यूल तो आवश्यकता के लिए खुदी हुई हैं इसलिए जब आपको इसे तराशना होगा और यह नक्काशी अपने आप हो जाएगी तो हमें इस बेज़ियर बी स्पाइन कर्व्स का उपयोग करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए तो बी स्पलाइन डिज़ाइनर द्वारा चयनित बहुपद की डिग्री के साथ किसी भी संख्या में नियंत्रण बिंदुओं के माध्यम से एक एकल टुकड़ा दाता पैरामीट्रिक बहुपद वक्र उत्पन्न करता है यहाँ एक लुप्त होती सतह है तो यह लुफ्टेड सतह ये कर्व्स हैं ये कर्व्स एक साथ जुड़ जाते हैं और वे एक सतह बनाते हैं तो इन सभी वक्रों को बी स्पलाइन का उपयोग करके खींचा जा सकता है इसलिए जहां आपके पास ये नियंत्रण बिंदु थे जो हमने पिछले आंकड़े में देखा था तो आप नियंत्रण बिंदु देखते हैं और वक्र को तय करने के लिए इन नियंत्रण बिंदुओं का उपयोग किया जाता है इसलिए वास्तविक समय में जब हम इन वस्तुओं को खींचते हैं तो आपके पास एक साधारण आदिम हो सकता है इन प्राथमिकताओं को चुना जाता है और इन आदिम स्थानों पर रखा जाता है लेकिन जब ये प्राइमिटिव्स को रखा जाता है और जब यह एक फ्लैट के खिलाफ होता है तो इसे हमेशा हटाने के लिए जरूरी होता है जैसे कि अगर ये पॉइंट्स स्ट्रेस कंसंट्रेशन पॉइंट्स नहीं हैं और आप इसे जारी रख सकते हैं यदि यह एक सपाट है तो सतह के खिलाफ सिर्फ बट्स के साथ तो यह बहुत तेजी से विफलता का कारण होगा यहां हम क्या करते हैं हमारे पास फिल्म हटाने का एक विकल्प है आप यहां देख सकते हैं कि जहां भी तेज धार है वहां फिल्म हटाने का विकल्प है इसे फिट करने से सुरक्षा और साथ ही घटक के जीवन को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी तो ये कुछ उदाहरण हैं जहां मॉडल निर्माण के लिए तरीकों को फिल्माना या मिश्रण करना संभव है जब हम एक कार के वास्तविक समय के अनुप्रयोग के बारे में बात करना शुरू करते हैं तो सतह संशोधन के लिए एक tweaking विधि का उदाहरण बहुत अधिक उपयोग किया जाता है इसलिए त्रिज्या को एकरूप होने की आवश्यकता नहीं है आप कई बिंदुओं पर कुछ त्रिज्या परिवर्तन कर सकते हैं इसलिए यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो अब आप क्या करते हैं आप उन्हें कई बिंदुओं पर समझ लेते हैं और आपको नियंत्रण बिंदु रखने और इन पैच को बदलने की स्वतंत्रता दी जाती है तो यह ऐसा लगेगा जैसे यह चिकना है लेकिन जब आप बहुत करीब से देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि कई छोटे पहलू हैं या वक्र संरचनाएं हैं क्योंकि उन्होंने वक्र को कई छोटे नियंत्रण बिंदुओं में विभाजित किया है तो इस बी स्पलाइन में इस बारे में बात की गई है इसलिए आपके पास नियंत्रण बिंदु हैं और आपके पास बहुभुज हैं जब हम इस कौनट्न आधारित मॉडलिंग के बारे में बात करते हैं इसलिए इस प्रकार के मॉडलिंग को अक्सर पैरामीट्रिक मॉडलिंग या कौनट्न आधारित मॉडलिंग कहा जाता है ज्यादातर मॉडल 2 डी स्केच से शुरू होता है और फिर दिशा के साथ बह जाता है ताकि आपको 3 डी ऑब्जेक्ट मिल जाए यह वही चीज है जो हमने 2 डी में स्वीप कमांड के साथ अध्ययन किया था इसलिए यह एक साधारण वस्तु थी इसलिए यहां यह पूरी तरह से वास्तविक समय वस्तु है इसलिए आपने जो किया है वह आपने इस 2 डी का निर्माण किया है और फिर आप वांछित गहराई कहते हैं जिसे हम 3 डी बनाते हैं और फिर आपको घटक मिलता है तो कौनट्न आधारित मॉडलिंग स्केच जो पूरी तरह से विवश है और आयाम यहां दिए गए हैं तो ये आयाम हैं जो दिए गए हैं तो आप इन सभी कोणों के साथ साथ किनारे के किनारे की लंबाई के बीच एक संबंध स्थापित करने का भी प्रयास कर सकते हैं और आप इसे एक पुस्तकालय समारोह के रूप में परिभाषित कर सकते हैं और आपको बस 3 4 बिंदुओं को परिभाषित करना होगा और फिर जिस क्षण आप परिभाषित करेंगे यह 3 4 अंक बाकी वस्तु का निर्माण हो रहा है तो बाधा आधारित में आप एक 2 डी करते हैं और फिर आप इसे सकारात्मक दिशा में या नकारात्मक दिशा में पूर्ण वस्तु प्राप्त करते हैं इसलिए जब एक रेखीय पथ के साथ स्वीपिंग की जाती है तो ठोस बनाया जाता है इसलिए इस बाधा में भी अगर आप सामग्री को काटना और निकालना चाहते हैं तो यह भी संभव है उदाहरण के लिए मैं इस हिस्से को नहीं चाहता मैं चाहता हूं कि इस हिस्से को काट दिया जाए मैं 2 डी प्रोफाइल देता हूं और फिर मैं इस दिशा के साथ कहो कि यह खिंचाव है और फिर करो यह है A यह B तो है तो मैं कहता हूँ कि A से घटाएँ B तो आपको जो मिलेगा वह इस प्रोफ़ाइल का होगा तो एक ठोस के बाद निष्पादन और ज्यामिति के extruded कटौती आपको यह मिलेगा तो ये सभी कौनट्न आधारित मॉडलिंग का हिस्सा हैं जिसे 2 डी से परिभाषित किया गया है और फिर आप 3 डी ऑपरेशन करना शुरू करते हैं यदि आप इस तरह की वस्तु लेते हैं और उसी वस्तु के लिए जो हम पहले चर्चा कर रहे थे इसलिए अब यहां मैं एक छेद बनाना चाहता हूं यहां मैं एक छेद बनाना चाहता हूं और फिर यहां मैं चाहता हूं कि यह तेजी से बढ़े इसलिए यह ऑब्जेक्ट मैं इन सभी साथियों को आकर्षित करता हूं और फिर मैं कहता हूं कि इन चीजों को प्राप्त करें अंतिम वस्तु को देखने के लिए अंतिम ठोस यह है जो आपको मिलता है तो यह आप देख सकते हैं कि यह जल्दी से कौनट्न आधारित मॉडलिंग के माध्यम से बनाया जा सकता है एक ज्यामितीय मॉडलिंग सुविधाओं के अनुक्रम के बाद बनाई गई जैसा कि यहां दिखाया गया है पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं फिर हम एक छेद बनाते हैं और फिर हम एक शेल बनाते हैं यहाँ खोल क्या है शेल एक उप कमांड है जो 3 डी ठोस मॉडल को एक खोखले खोल में देसीपन की दीवार मोटाई के साथ परिवर्तित करता है या वह खींचता है यह शेल है जो हम शेल बॉक्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास एक खोखला है फिर हमारे पास एक शेल है शेल कुछ भी नहीं है लेकिन एक उप कमांड है जो 3 डी ठोस को एक ज्ञात दीवार मोटाई के खोखले शेल में परिवर्तित करता है तो यह आधार सुविधा है और यह छेद एक और विशेषता है आप बस इतना ही करते हैं कि आप आधार की सुविधा लेते हैं छेद की सुविधा लेते हैं और एक स्थान को परिभाषित करते हैं फिर आप जो चाहें प्राप्त कर लेते हैं इसलिए यदि आप एक स्लॉट बनाना चाहते हैं तो स्लॉट एक तीसरी विशेषता है आप स्लॉट के लिए स्थान निर्धारित करते हैं आपको दोनों छोर पर स्लॉट मिलते हैं तो आप फिर से आधार सुविधा लेते हैं और फिर यदि आप छेद बनाना चाहते हैं तो आप 5 छेद लेने की कोशिश करते हैं आप एक के बाद एक और 2 स्लॉट लगाते हैं दोनों तरफ से आप जो भी चाहते हैं उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो अब स्लॉट की सुविधा मुझे ज्ञात है छेद की सुविधा मुझे ज्ञात है आधार सुविधा मुझे ज्ञात है मैंने केवल इन विशेषताओं के लिए स्थान को ड्राइंग में रखा है जैसे कि मुझे जो भी चाहिए मुझे मिलता है यह फिर से एक कौनट्न आधारित मॉडलिंग है और यहाँ यह फीचर आधारित मॉडलिंग है और इसे संशोधित रूप दिया गया है यह महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि मैं एक स्लॉट बनाना जानता हूं मैं एक छेद बनाना जानता हूं इसलिए मैं जब मैं कहता हूं कि मैं एक छेद बनाना जानता हूं मैं प्रक्रिया मापदंडों की सूची जानता हूं मुझे पता है कि मशीन का उपयोग करने के लिए क्या है उपयोग करने के लिए प्रक्रिया पैरामीटर क्या है ऐसे उपकरण क्या हैं जिनका उपयोग मैं कर सकता हूं उत्पादन इसलिए अब जब मैं छेद को एक विशेषता के रूप में कहता हूं इसलिए अब जब मैं कैड के लिए कैड खींचता हूं तो यह संलग्न सभी निर्माण प्रक्रियाओं में लाने के लिए आसान है और इसे संरेखित करें इसलिए हमारे पास यहां है इस विशेष मामले में हमने विभिन्न विशेषताओं को अलग किया है और इन सुविधाओं के साथ निर्माण प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है अन्य मॉडलिंग विधियां सेल अपघटन हैं लेकिन हालांकि जब हम कहते हैं कि सेल अपघटन क्या है तो हम पूरे सेल को खींचते हैं या यह एक ग्राफ पेपर की तरह होता है हम पूरे ग्राफ पेपर खींचते हैं और ग्राफ पेपर पर हम एक ऑब्जेक्ट को ड्राइंग करना शुरू करते हैं और यहाँ वस्तु को कई कोशिकाओं में विघटित किया जाता है और तब हमें पता चलता है कि सभी कोशिकाएँ खींचना क्या हैं इसलिए यदि आप बहुत अच्छे कलाकार को देखते हैं कि वे क्या करते हैं तो वे हमेशा अपने कलात्मक पेपर में एक ग्रिड पैटर्न बनाते हैं और फिर वे इसे जोड़ना शुरू करते हैं जो कुछ भी है उसे फीचर जनरेट करने में फिर हम यह भी देखेंगे कि वेरिएंट टाइप प्रतीकात्मक प्रोग्रामिंग और फॉर्म फीचर्स क्या हैं स्लाइड समय देखें 2319 तो यह मॉडलिंग का एक भिन्न तरीका है तो यहां हम एक्स को परिभाषित करते हैं1 एक्स2 एक्स3 एक्स4 एक्स5 6 7 और 8 और अब यह एक्स1 एक्स2 एक्स3इन सभी चीजों में कुछ संबंध हैं और पहले से ही यह संबंध स्थापित है तो आप बस इतना कर सकते हैं कि इन मूल्यों में गिरावट आए और एक ही घटक के विभिन्न आकार और आकार प्राप्त करने का प्रयास करें इसलिए यह एक वैरिएंट तरीका है इसलिए हम इन चीजों को आवश्यकता के अनुसार रखते हैं और फिर खाना पकाने में भी हम कर सकते हैं जब हम बड़े पैमाने पर प्रक्रियाओं को भी बदलते हैं विनिर्माण क्षेत्र में भी जब हम 10 भाग से 20 भागों 100 भागों 1000 भागों में बड़े होते हैं तो निर्माण प्रक्रिया भी बदल जाती है तो यह एक अलग डोमेन है लेकिन हम डोमेन में नहीं जा रहे हैं हम केवल कैड के बारे में बात कर रहे हैं तो CAD इन चर के बीच स्पष्ट रूप से स्थापित एक संबंध है और जब आप इस उत्पाद या घटक को कॉल करते हैं तो आपके सामने आता है बस इसे परिभाषित करें और फिर भाग लें तो यह मॉडलिंग का एक भिन्न तरीका है दूसरा एक प्रतीकात्मक प्रोग्रामिंग है हम प्रतीकों का उपयोग करते हैं यह एक अंधे आदमी को बताने की कोशिश करने जैसा है कि आप कैसे चलते हैं और फिर चलते हैं और फिर उसके लिए एक मार्ग उत्पन्न करते हैं ताकि वह नियमित रूप से अनुसरण करे तो आप घटक को देखते हैं जिसके लिए घटक को कई लाइनों आर्क और घटता में विभाजित किया गया है तो अब इन वक्रों को एक के बाद एक उत्पन्न होना था तो यह वही है जो यहां प्रतीकों का उपयोग करके किया गया है तो हम नीचे बाएँ दाएँ शीर्ष का उपयोग करते हैं आप उत्तर दक्षिण कह सकते हैं और फिर आप इसे पूर्व और पश्चिम कह सकते हैं तो यह उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम है और अब आप जो करते हैं आप उन बटनों का उपयोग करने की कोशिश करते हैं और फिर एक क्रम को परिभाषित करना शुरू करते हैं इसलिए यहां अनुक्रम को परिभाषित किया गया है घटक बनाया गया है आयामों के बारे में यहां बात नहीं की गई है तो यहाँ अगर आप देखते हैं पहला भाग यह यहाँ से चलता है यह पहली बार है यह जाता है और फिर यह एक चम्फर 3 के लिए चला जाता है और फिर नीचे चला जाता है तो यह 4 है और फिर यह 5 है इसलिए आप अनुक्रम जोड़ सकते हैं यह प्रक्रिया उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण अनुक्रम है ये प्रतीक हैं इन प्रतीकों के साथ आप इस घटक को आकर्षित करने का प्रयास कर सकते हैं और यह घटक आप आयामों को खिलाना शुरू कर सकते हैं और डेटा प्राप्त कर सकते हैं प्रपत्र सुविधाओं के उदाहरण यह एक उदाहरण है इसलिए यह एक विशेषता है इस सुविधा से रिक्त से सभी विशेषताएं क्या हैं वे सभी विशेषताएँ जो आप बनाना चाहते हैं आप इसे आकर्षित करने और फिर संग्रहीत करने का प्रयास कर सकते हैं यह इसलिए जब आप वायरफ्रेम में जाते हैं हालांकि हम जानते हैं कि वायरफ्रेम आपको विशिष्ट प्रतिनिधित्व नहीं देता है लेकिन वायरफ्रेम का उपयोग बहुत कम किया जाता है क्योंकि यह एक छोटी सी जगह घेरता है और जब हम वायरफ्रेम के बारे में बात करते हैं तो हम पहले एक बिंदु को परिभाषित करना शुरू कर देंगे एक बिंदु को इंगित करेंगे एक वृत्त पर रेखा और फिर चाप तो अगर मैं एक बिंदु को आकर्षित करना जानता हूं अगर मैं 2 को आकर्षित करना जानता हू अंक यह उत्कृष्ट है तो मैं इन 2 बिंदुओं को एक पंक्ति से जोड़ सकता हूं इसलिए बिंदु 1 2 तब यह एक रेखा बन जाती है फिर अगर मैं थोड़ा और कठिन बनाना चाहता हूं तो बिंदु बिंदु और बिंदु इसलिए मैं एक सर्कल बनाता हूं यह त्रिज्या या केंद्र बिंदु है और फिर अगला एक चाप है तो चाप महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ मैंने आपको मुफ्त फॉर्मूला दिया है इसलिए अगर मैं एक बिंदु एक रेखा एक वृत्त और एक मुक्त रूप चाप को परिभाषित करना जानता हूं तो फिर मैं किसी भी जटिल वस्तुओं को आकर्षित कर सकता हूं तो वायरफ्रेम में हम देखेंगे कि वे इन मापदंडों या इन संस्थाओं का प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं ड्राइंग इकाइयाँ तो बिंदु आप एक बिंदु ए एक्स वाई जेड को परिभाषित कर सकते हैं आप एक लाइन को परिभाषित कर सकते हैं और फिर आप कह सकते हैं कि बिंदु और मध्य बिंदु यह और यह एक सर्कल के लिए है यह उस क्षेत्र के लिए है जिसे आप करना चाहते हैं और X अक्ष पर एक कोण पर खींचा गया बिंदु तो ये अलग अलग तरीके हैं जो आप एक बिंदु को परिभाषित करते हैं और ये अलग अलग तरीके हैं जो आप एक पंक्ति बिंदु और बिंदु संयुक्त ए और बी को परिभाषित करते हैं आपको एक रेखा मिलती है तो आप इस रेखा के समानांतर एक रेखा खींचते हैं इसकी एक ऑफसेट के साथ भी आप एक रेखा खींचते हैं और इसी तरह इस के लिए लंबवत आप आकर्षित कर सकते हैं आप बस दूरी को परिभाषित करते हैं और फिर आप एक रेखा खींचने की कोशिश कर सकते हैं जो स्पर्शरेखा पर है सर्कल के लिए तो 2 सर्कल के बीच स्पर्शरेखा पर एक सर्कल के लिए इसलिए यदि आप बेल्ट पुली तंत्र को देखते हैं तो आपके पास क्रिस्क्रॉस है तो तनाव बनाए रखा गया था दूसरा एक है आप केंद्र बिंदु और त्रिज्या देकर मंडलियों को परिभाषित कर सकते हैं तो केंद्र बिंदु और यहां एक बिंदु और फिर आप 3 केंद्र बिंदुओं को परिभाषित कर सकते हैं आप एक केंद्र बिंदु और स्पर्शरेखा को परिभाषित कर सकते हैं आप 2 रेखाओं को परिभाषित कर सकते हैं और फिर स्पर्शरेखा जो कि प्रतिच्छेदन है तो आप उस चाप को भी परिभाषित कर सकते हैं और फिर आप दूसरे सर्कल के साथ परिभाषित कर सकते हैं और फिर इन 2 सर्कल में शामिल होने वाले 2 सर्कल यहां त्रिज्या तो आप एक वृत्त को परिभाषित कर सकते हैं ये सभी एक सर्कल को परिभाषित करने के विभिन्न तरीके हैं तो फिर हम एक चाप को परिभाषित करते हैं तो चाप मैंने आपको पहले ही बता दिया है बिंदु अंत बिंदु मध्य बिंदु प्रारंभ बिंदु और फिर आप केंद्र को ठीक कर सकते हैं आप प्रारंभ बिंदु अंत बिंदु और सहित के कोण को भी कहने का प्रयास कर सकते हैं और यह प्रारंभ बिंदु है अंत बिंदु जहां मैंने प्रारंभ बिंदु केंद्र बिंदु और शामिल कोण को कहा है या मैं प्रारंभ बिंदु अंत बिंदु और त्रिज्या कह सकता हूं तो ये आर्क को आकर्षित करने के विभिन्न तरीके हैं वायरफ्रेम प्रतिनिधित्व में यदि हम एक घन खींचने की कोशिश करते हैं तो आप यह देखना चाहेंगे कि यह डेटा कैसे प्रतिनिधित्व करता है तो ये कोने 1 2 3 4 हैं और आप सिर्फ इस मैदान को ऑफसेट करते हैं आपको 5 6 7 8 मिलते हैं अब आप यह 5 6 7 8 हैं ये किनारे हैं और अब यदि आप यह कहते हुए एक रेखा खींचना चाहते हैं इसलिए 1 और 2 1 2 और 3 से 2 3 और 4 से 3 4 और 1 से 4 से जुड़ा हुआ है और इसी तरह 5 और 6 से 5 आप एक रेखा खींच रहे हैं तो यह जब आप 3 डी संभावित से देखते हैं तो यह एक बढ़त बन जाता है ६ और 7 यह ६ 7 और is है यह Now it ५ और ५ है it अब ये २ विमान मुक्त वायु में लटके हुए हैं आप एक घन चाहते थे घन को इन दो साथियों के बीच जोड़ना होगा तो फिर आप प्रत्येक कोने से एक पंक्ति छोड़ना शुरू करते हैं इसलिए मुझे 9 10 11 और 12 मिलते हैं यदि आप कंप्यूटर में इस डेटा का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो इसका प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है तो कोने 1 2 3 4 सभी एक्स वाई जेड क्या हैं फिर बढ़त नंबर 1 शुरुआती बिंदु 1 क्या है और अंतिम बिंदु 2 है इसलिए यहां क्योंकि आपने सभी कोने परिभाषित किए हैं यहाँ एक बार फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है तो आप क्या करते हैं आप बस कहते हैं बढ़त को 1 और 2 से जोड़कर तैयार किया गया है उदाहरण के लिए बढ़त संख्या 8 इसलिए यह कोने 8 को कोने से जोड़ने की कोशिश कर रहा है 5 यह है कि एक कंप्यूटर में वायरफ्रेम डेटा कैसे संग्रहीत किया जाता है तो ये सभी चीजें क्यूब एक साधारण 3 डी ऑब्जेक्ट है लेकिन हमने जो घटता और रेखाएं देखीं और वे सभी चीजें छोटी बुनियादी इकाइयां हैं जिनका उपयोग करके 3 डी मॉडल विकसित किया जा सकता है वायरफ्रेम प्रतिनिधित्व में आपके पास ब्लॉक है जो एक घन उदाहरण है जिसे हमने देखा था हमारे पास एक सिलेंडर और एक शंकु भी हो सकता है मान लीजिए आप एक शंकु को परिभाषित करना चाहते हैं तो हम ऐसा करते हैं केंद्र बिंदु त्रिज्या और फिर हम ऊंचाई भी बताते हैं तो आप एक शंकु प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं इसलिए जब हम घटता के बारे में बात करते हैं तो घटता का प्रतिनिधित्व करने के दो तरीके हैं तो एक निहित रूप है अन्य एक पैरामीट्रिक रूप है निहित रूप में यदि वक्र को f x y z 0 g x y z 0 के रूप में दर्शाया जाता है लेकिन हमारे पास इन दोनों के बीच एक जोड़ने वाली चीज नहीं है इसलिए हमने महसूस किया कि यदि हम f और g को न्यूनतम अंकों की संख्या के साथ परिभाषित कर सकते हैं तो यह अच्छा होगा और अगर मैं f और g को भी जोड़ सकता हूं इन दोनों को जोड़ सकता है तो एक चर के साथ अंतर को जोड़ता है तो यह बहुत आसान है मुझे संचालित करने के लिए इसलिए मुझे कई बिंदुओं को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है तो उस मामले में पैरामीट्रिक फॉर्म ने मुझे एक फायदा दिया पैरामीट्रिक रूप में वक्र को एक्स एक्स यू वाई वाई यू जेड जेड यू के रूप में दर्शाया जाता है आप यहां देखते हैं कि ये सभी चीजें एक शब्दावली या यू नामक एक कारक द्वारा जुड़ी हुई हैं मुझे बस इतना करना है कि यू को परिभाषित करें जो 0 से 1 का मान लेता है मुझे जो भी आउटपुट चाहिए वह मुझे मिल सकता है तो यहाँ एक वक्र है तो मैंने स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट पॉइंट पी 1 और पी 2 को परिभाषित किया है यहाँ यू वेक्टर है जो जा रहा है इसलिए मैं कहीं से भी 0 से 1 तक मान ले सकता हूं और वक्र को खींचना शुरू कर सकता हूं तो यदि आप लाइन का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं जो कि एक पैरामीट्रिक रूप में एक सरल समीकरण है जिसे आपने एक्स वाई और जेड के रूप में दर्शाया है तो अब आप देखते हैं कि यू 0 से 1 के बीच का मान लेता है इसलिए जब हमें एक सरल वृत्त का प्रतिनिधित्व करना है तो यह x है2 य2 आर2 पैरामीट्रिक रूप में मैं इसे एक्स आर कॉस के रूप में दर्शाता हूंθ य र पापθ कहाँ पे θ0 से 2π के बीच मान लेता है r त्रिज्या है तो अब आप देखते हैं और मैं जिस पैरामीट्रिक फॉर्म को एक सर्कल का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं इसलिए ये वही हैं जो ये हैं और ये पहलू हैं जो मैंने तैयार किए हैं तो ये सभी पहलू हैं आप जानते हैं कि चाप कई पहलुओं में विभाजित है तो यह एक वक्र है जो हो रहा है तो एक दीर्घवृत्त के पैरामीट्रिक रूप को छोड़ें जिसका केंद्र नीचे समन्वय प्रणाली के मूल में है x एक cos α द्वारा दिया गया है Ф और वाई बी पाप Ф तो यह हैФऔर यह बी है तो यह एक विशिष्ट दीर्घवृत्त है तो आपके पास x और y है तो परबोला परबोला y है2 4 कुल्हाड़ी पैराबोला के पैरामीट्रिक रूप में से एक x au द्वारा दी गई है2 और y 2 au जहां u एक मान लेता है यह 0 से बहुत महत्वपूर्ण है ∞ चूंकि परबोला बंद नहीं होता है इसलिए हम अनंत तक जाते हैं चूंकि परबोला एक बंद वक्र नहीं है जैसे दीर्घवृत्त यू के मूल्य को प्रदर्शन उद्देश्य के लिए सीमित करने की आवश्यकता है फिर हम एक हाइपरबोला करना चाहते हैं हाइपरबोला के लिए निहित समीकरण है मैं इसे एक पैरामीट्रिक रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं मैं इसे एकॉश के रूप में प्रस्तुत करता हूंθ और bsinhθ अच्छा यहाँ इस तरह मूल्य लेने की भी कोशिश करता है जो कुछ भी एक दीर्घवृत्त के लिए उपयोग किया जाता है लेकिन ये सभी चीजें सरल घटता हैं लेकिन हम वास्तव में हमारे वास्तविक उपयोग में जो चाहते हैं वह है फ्री फॉर्म कर्व्स तो इन सभी घटता के अलावा वक्र फिटिंग की भी आवश्यकता है होने के लिए तो आगे हम देखेंगे कि कर्व फिटिंग क्या है अक्सर डिजाइनरों को ज्यामितीय समीकरण के बजाय समन्वित डेटा के रूप में किसी दिए गए ऑब्जेक्ट के सुझाव से निपटना होगा क्योंकि हम सतहों को छूते हैं और हमें डेटा मिलता है इसलिए यहां हम क्या करते हैं हम इस फॉर्म का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं जो कि बायोमेट्रिक फॉर्म है ज्यामितीय रूप में हम हमेशा इन समन्वय बिंदुओं में से कई लेने की कोशिश करते हैं इन निर्देशांक को परिवर्तित करते हैं और फिर मूल्य प्राप्त करते हैं तो ऐसे मामलों में डिजाइनर के लिए गणितीय तकनीक का उपयोग करना आवश्यक है वक्र फिटिंग का वक्र फिटिंग क्या है आपके पास कई बिंदु हैं वक्र के माध्यम से गुजरते हैं जैसे कि हम अधिकतम अंकों को कवर कर रहे हैं अधिकतम अंक के करीब हैं तो वक्र फिटिंग आवश्यक चिकनी वक्र उत्पन्न करने के लिए जो आवश्यकता को पूरा करता है तो वक्र फिटिंग एक ऐसी चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है तो Airfoil वक्र डेटा बिंदु के साथ फिट बैठता है तो यहाँ हम लैग्रैन्जियन बहुपद का उपयोग करते हैं 3 डेटा बिंदुओं X X को फिट करने के लिए एक दूसरा आदेश Lagrangian बहुपद नीचे दिया गया है0 एक्स1 एक्स2 तो इसे इसके द्वारा दर्शाया जा सकता है ठीक ट्यूनिंग पर इसे इस रूप में दर्शाया जा सकता है तो सबसे अच्छा वक्र फिट होने के लिए कम से कम वर्ग की विधि का भी उपयोग किया जाता है इसलिए चूंकि f एक अनुमानित वक्र है और यह डेटा के सभी बिंदुओं से नहीं गुजर रहा है किसी भी दिए गए x x पर त्रुटिमैं वाईमैं त्रुटि के द्वारा दिया जाता है y के अलावा और कुछ नहीं हैमैं एफ एक्समैं इसलिए उदाहरण के लिए आपके पास है इनमें से कई बिंदुओं और फिर आपके पास से गुजरने वाली एक लाइन है अब आप इस विचलन को मापना चाहते थे जो कि त्रुटि है चूंकि f एक अनुमानित वक्र है और डेटा के सभी बिंदुओं से नहीं गुजर रहा है किसी भी बिंदु x पर त्रुटिमैं वाईमैं ई द्वारा दिया गया हैमैं यमैं एफ एक्समैं सभी त्रुटियों का योग अंकों से वक्र के विचलन का अनुमान देगा हालाँकि चूंकि त्रुटि के कारण इन वर्गों के एक दूसरे के योग को रद्द करने की प्रवृत्ति कम से कम होनी चाहिए तो यह त्रुटि विचलन न्यूनतम होनी चाहिए मान लीजिए कि आपके पास इस तरह के डेटा बिंदुओं का एक सेट है और आप एक लाइन या एक वक्र खींचने की कोशिश कर रहे हैं मैं इस वक्र को ऐसे स्थानांतरित करने की कोशिश कर रहा हूं जैसे कि मैं डेटा बिंदुओं के बीच न्यूनतम त्रुटि होने की कोशिश करता हूं तो वक्र फिटिंग विधि में हमारे पास दो विधियाँ हैं एक का प्रक्षेप है दूसरा एक सबसे अच्छी विधि है इंटरपोलेशन है मुझे पता है कि मैं बिंदु जानता हूं मैं अंत बिंदु जानता हूं मैं एक वक्र जानता हूं और मुझे इस वक्र का कार्य पता है इसलिए हम जो करते हैं उस प्रक्षेप में हम कई छोटे बिंदुओं में विवेक करते हैं और ये बिंदु वक्र हैं ये बिंदु वक्र को अलग कर रहे हैं जिसके लिए आपने एक समीकरण लिखा है इसलिए यह आवश्यक है कि उत्पादित वक्र को सभी डेटा बिंदुओं से गुजरना होगा क्यूबलाइन स्पैन और लैग्रैन्ज़ियन इंटरपोलेशन विधियों का उपयोग प्रक्षेप में किया जाता है के आकार का एकल डेटा बिंदु में हेरफेर करने से वक्र काफी हद तक प्रभावित होता है ट्वीकिंग की प्रकृति अप्रत्याशित है तो ये प्रक्षेप के बिंदु हैं जब आप सर्वश्रेष्ठ फिट घटता पर जाते हैं तो सबसे अच्छा भरण उन सभी बिंदुओं से नहीं गुजरेगा जो मैंने आपको बताया था डेटा बिंदु वक्र तो यह साथी घटता में सबसे अच्छा पाने के लिए ऊपर या नीचे चलेगा सभी बिंदुओं से नहीं गुजरेगा लेकिन इसके परिणामस्वरूप एक वक्र होगा जो कि कई बिंदुओं के सबसे करीब होगा यह सबसे अच्छा फिट तरीका है प्रतिगमन और कम से कम वर्ग दो अलग अलग तकनीकें हैं जो सबसे अच्छा फिट वक्र प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाती हैं बेज़ियर वक्र वक्र इस श्रेणी में आता है तो बेजियर घटता क्या है प्रारंभ बिंदु अंत बिंदु नियंत्रण बिंदु एक सबसे अच्छा फिट वक्र है इसलिए एकल बिंदु को मोड़कर आसानी से स्थानीय संशोधन करना संभव है जहां व्यवहार अधिक अनुमानित है यह सबसे अच्छा फिट का फायदा है इसलिए हम यहां रुकेंगे हम अगली कक्षा में जारी रहेंगे